इस व्याख्यान में हम एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे यदि आप हमारे पिछले व्याख्यान में याद करते हैं तो हम विपरीत प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं कैसे एक डिजिटल मान को एक समान और आनुपातिक एनालॉग मान में परिवर्तित करते हैं संदर्भ स्लाइड समय 0042 इस व्याख्यान में हम पहले ए डी रूपांतरण की कुछ बुनियादी बातों के बारे में बात करेंगे फिर सिग्नल सैम्पलिंग रेट नाम की कोई चीज होगी हम उस बारे में बहुत संक्षेप में बात करेंगे और हम कुछ वैकल्पिक ए डी कनवर्टर डिज़ाइनों को देखेंगे आइए हम ए डी कनवर्टर के मूल परिचय और विभिन्न संभव प्रकारों के साथ शुरू करते हैं एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर को संक्षेप में आप इसे ए डी कनवर्टर कहते हैं यह एक एनालॉग वोल्टेज VA को इनपुट के रूप में लेता है और डिजिटल आउटपुट D उत्पन्न करता है जहां D VA के आनुपातिक है विभिन्न प्रकार के ए डी कनवर्टर डिजाइन संभव हैं उनमें से कुछ यहां सूचीबद्ध हैं फ्लैश काउंटर ट्रैकिंग सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमशन और डुअल स्लोप व्याख्यान के दौरान हम इनमें से पहले चार पर चर्चा करेंगे आखिरी पर हम चर्चा नहीं करेंगे पहले चार सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं इससे पहले कि हम ए डी रूपांतरण के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा शुरू करें आइए हम बड़ी तस्वीर को देखें जो हम वास्तव में इस ए डी रूपांतरण का उपयोग करके प्राप्त करना चाह रहे हैं यह कुछ एनालॉग सिग्नल है जो बाहर से आ रहा है यह एक आवाज हो सकता है यह एक तापमान तरंग हो सकता है हम कहते हैं एक औद्योगिक संयंत्र में हम कुछ कण्ट्रोल सर्किटरी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम एक ओवन या कुछ संयंत्र के तापमान दबाव आर्द्रता की निगरानी कर रहे हैं उन वेरिएबल की लगातार निगरानी की जा रही है या उन्हें महसूस किया जा रहा है यह एक तरंग की तरह होगा ऊपर और नीचे बदल रहा है यह जरूरी नहीं है कि वे स्थिर रहेंगे और यहां आपके पास ए डी कनवर्टर है जो वोल्टेज को परिवर्तित करेगा जो कि महसूस किये गए आनुपातिक डिजिटल आउटपुट के बराबर है लेकिन आप देखते हैं कि आपके पास यहां एक और फंक्शनल ब्लॉक है जो उल्लिखित है जिसे कॉल्ड सैंपल और होल्ड सर्किट कहा जाता है हमें सैंपल और होल्ड सर्किट की आवश्यकता क्यों है कारण बहुत सरल है मान लीजिए कि मेरा ए डी कनवर्टर एक रूपांतरण को पूरा करने में 5 मिलीसेकंड लेता है मेरा इनपुट तरंग आ रहा है मैं इसे पढ़ रहा हूं और इसे परिवर्तित कर रहा हूं इस प्रक्रिया में 5 मिलीसेकंड लगते हैं अब मान लीजिए कि मेरा इनपुट तरंग बहुत तेजी से बदल रहा है यहां तक कि 5 मिलीसेकंड के भीतर भी इनपुट तरंग का मान बदल रहा है तो क्या होगा रूपांतरण के दौरान यदि इनपुट स्वयं बदल रहा है तो अंतिम परिणाम गलत हो सकता है मुझे उम्मीद है कि जब ए डी कनवर्टर गणना कर रहा है तो इनपुट को संतुलित मान पर आयोजित किया जाना चाहिए सैंपल और होल्ड सर्किट बस यही करता है यह इनपुट का विशेष समय पर सैंपल करता है और इसे उस मान पर रखता है जब एडी रूपांतरण प्रक्रिया में है यह सैंपल और होल्ड सर्किट का मुख्य उद्देश्य है मैं विस्तार से सर्किट आरेख में नहीं जा रहा हूं कि सैंपल व होल्ड सर्किट के अंदर क्या है लेकिन योजनाबद्ध रूप से मैं आपको दिखा रहा हूं कि बुनियादी रचक खंड क्या हैं दो बफ़र हैं यह आपका एनालॉग इनपुट है यह आपका एनालॉग आउटपुट है और एक स्विच है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है जब भी स्विच बंद होता है तो इस कैपैसिटर को उस वोल्टेज पर चार्ज मिलेगा स्विच निश्चित समय के लिए बंद रहेगा जो कैपैसिटर को चार्ज करने के लिए पर्याप्त है तद्पश्चात स्विच फिर से खोला गया है अब कैपेसिटर के निर्वहन का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि यह एक बफर है इस बफर का इनपुट प्रतिरोध आमतौर पर बहुत अधिक है इसलिए संधारित्र निर्वहन नहीं कर सकता है एनालॉग आउटपुट आप अपने ए डी कनवर्टर को दे सकते हैं यह वोल्टेज एक स्थिर स्तर पर बनाए रखा जाएगा जब ए डी रूपांतरण चल रहा है अगला सवाल यह है कि सैंपलिंग की दर क्या होनी चाहिए क्या हमें प्रत्येक सेकंड प्रत्येक मिलीसेकंड प्रत्येक माइक्रोसेकंड एक बार सैंपल लेने की आवश्यकता है सबसे अच्छी सैंपल लेने की दर क्या होनी चाहिए अच्छी तरह से सैंपलिंग की दर इनपुट सिग्नल की विशेषता पर निर्भर करती है और एक अच्छा प्रमेय है जिसे नाइक्विस्ट थ्योरम कहा जाता है जो हमें इस संबंध में एक दिशानिर्देश देता है नाइक्विस्ट थ्योरम क्या कहता है जो कि एक बैंड लिमिटेड एनालॉग सिग्नल के लिए है बैंड लिमिटेड सिग्नल का मतलब एक सिग्नल होता है जिसमें एक सीमा के भीतर आवृत्ति घटक होते हैं मान लें वो fmin से fmax हैं मान लें कि हम इसका सैंपल ले रहे हैं तो संकेत को ग्राही छोर पर पूरी तरह से फिर से बनाया जा सकता है बशर्ते कि हम 2fmax से अधिक पर सैंपल लें यदि आप ऐसा करते हैं तो ग्राही छोर में आप सभी आवृत्ति घटकों को सही ढंग से संगठित कर सकते हैं नाइक्विस्ट थ्योरम यही कहता है और यह आपको एक दिशानिर्देश देता है कि आवश्यक सैंपलिंग दर क्या होनी चाहिए यह निश्चित रूप से एक इनपुट सिग्नल पर निर्भर करता है कि fmax का अधिकतम का मान क्या है लेकिन यदि आप इस स्थिति को संतुष्ट नहीं करते हैं तो आपके ग्राही छोर को सिग्नल में मौजूद आवृत्ति घटकों की उपस्थिति के बारे में गलत अनुमान हो सकता है मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन यही सैंपलिंग के परिणाम पर मूल विचार है एक ए डी कनवर्टर का रिसोल्यूशन नामक एक और चीज है जैसे डी ए कनवर्टर में हमारे पास रिसोल्यूशन था ए डी कनवर्टर के लिए भी हमारे पास रिसोल्यूशन है यह लिस्ट सिग्नीफिकेंट बिट द्वारा दिया गया है एनालॉग इनपुट में न्यूनतम परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल आउटपुट में 1 परिवर्तन होता है जिसे रिसोल्यूशन कहते हैं यदि ए डी कनवर्टर की विशेषता रैखिक है तो इनपुट में परिवर्तन के साथ यह रैखिक रूप से बदलता है एलएसबी के रिसोल्यूशन को A के रूप में परिभाषित किया जाएगा A फुल स्केल वोल्टेज को 2n से भाग देने पर प्राप्त होता है एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि मेरे पास 8 बिट ए डी कनवर्टर है और मेरा फुल स्केल वोल्टेज 1 वोल्ट है तो रिज़ॉल्यूशन 1V 28 39 mV होगा इसे 100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है इसलिए इस तरह यह 039 होगा इस तरह आप रिज़ॉल्यूशन और प्रतिशत रिज़ॉल्यूशन की गणना कर सकते हैं रूपांतरण समय और बैंडविड्थ दो अन्य पैरामीटर हैं रूपांतरण समय ए डी कनवर्टर को दिए गए इनपुट को एनालॉग वोल्टेज से डिजिटल समकक्ष में बदलने में लगने वाला समय है कनवर्टर के प्रकार के आधार पर यह बहुत तेज़ हो सकता है यह कुछ नैनोसेकंड ले सकता है या यह मिलीसेकंड के क्रम से काफी धीमा हो सकता है और इनपुट बैंडविड्थ इनपुट की अधिकतम आवृत्ति है जिसका समर्थन किया जा सकता है यह सर्किट के दो अलग अलग घटकों पर निर्भर करता है एक तो सैंपल और होल्ड सर्किट कितना तेज़ है और दूसरा ए डी कनवर्टर कितना तेज़ है एडीसी स्थानांतरण विशेषताओं की बात करें इनपुट में परिवर्तन भी एक डी ए कनवर्टर की चरणबद्ध वृद्धि की तरह है यह इस तरह से ऊपर जाता है यह वक्र आइडियल केस है क्योंकि यह एक सीधी रेखा है लेकिन सामान्य रूप से ऑफसेट एरर या नॉनलीनियर एरर हो सकती है ऑफसेट एरर का अर्थ है इसके बजाय आप देख सकते हैं कि आपका तरंग या तो इस तरह है या इस तरह है नॉनलीनियरिटी का मतलब है कि स्टेप हाइट सब बराबर नहीं हो सकती एक स्टेप के लिए आप देख सकते हैं कि यह बड़ा हो रहा है दूसरा स्टेप में छोटा हो सकता है तीसरा स्टेप बड़ा हो सकता है चौथा स्टेप छोटा हो सकता है इसे नॉनलीनियरिटी कहा जाता है वास्तविक क्रियान्वयन में ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं अब हम विभिन्न प्रकार के ए डी कनवर्टर पर आते हैं और वे कैसे काम करते हैं पहले प्रकार का एडी कनवर्टर फ़्लैश टाइप एडी कनवर्टर है वैसे इसका फ्लैश मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है फ्लैश का मतलब बहुत तेज है यह सबसे तेज प्रकार का ए डी रूपांतरण है जो संभव है लेकिन इस कनवर्टर का दोष यह है कि इसके लिए भारी मात्रा में हार्डवेयर की आवश्यकता होती है कितना बड़ा हमें एक अनुमान है मान लें कि हम एक n बिट ए डी कनवर्टर डिजाइन करना चाहते हैं हम कहते हैं कि n 16 मुझे n 16 के लिए 2n 1 कम्पेरेटर की आवश्यकता होगी यह 65535 होगा और हमें 65536 इनपुट वाले एक विशाल प्रायोरिटी एनकोडर की आवश्यकता होगी जो निर्माण के लिए अव्यावहारिक है इस वजह से आप केवल बहुत छोटे फ्लैश ए डी कन्वर्टर्स का निर्माण कर सकते हैं n के बड़े मान के लिए यह वास्तव में अव्यवहारिक हो जाता है आइए देखें कि एडी कनवर्टर कैसा दिखता है और यह कैसे काम करता है यहां बाएं हाथ पर मैं एक 3 बिट फ्लैश ए डी कनवर्टर का आरेख दिखा रहा हूं पहले चरण में एक रेफेरेंस वोल्टेज Vref प्रयोग किया जाता है और यहाँ प्रतिरोध की एक श्रृंखला ग्राउंड है इन प्रतिरोधों का उद्देश्य कई रेफेरेंस वोल्टेज प्रदान करना है न्यूनतम रेजिस्टेंस R है और 7R ऊपर है तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा R 8R यह Vref 8 का एक वोल्टेज देगा यदि आप अगले पर जाते हैं तो यह 2R होगा और यह 6R है तो 2R 2R 6R से विभाजित होता है तो यह Vref 4 है फिर आप इसे देखें यह Vref होगा 38 इत्यादि आप देखते हैं कि यह समान रूप से अलग एक रिफरेन्स वोल्टेज की एक श्रृंखला प्रदान करता है और एक वोल्टेज कम्पेरेटर की श्रृंखला है मान लीजिए कि मेरे पास और इस तरह का एक कम्पेरेटर है मेरे पास दो इनपुट हैं मैं दो वोल्टेज प्रयोग करता हूं यदि इनपुट इनपुट से अधिक है तो आउटपुट 1 होगा अगर अधिक है तो आउटपुट 0 होगा इस तरह से कम्पेरेटर काम करता है तो एनालॉग इनपुट वोल्टेज Vin के मान के आधार पर A B C D E F G के मान बदलेंगे प्रायोरिटी एनकोडर इन बाइनरी संयोजनों को समतुल्य डिजिटल आउटपुट मानों में परिवर्तित करेगा हम आउटपुट में जो प्राप्त करते हैं वह आपेक्षित आउटपुट डिजिटल मान होगा यह डिले एक कम्पेरेटर का डिले और प्रायोरिटी एनकोडर की डिले का योग है यहाँ कहीं भी इसकी कोई पुनरावृत्ति या लूप नहीं है यही कारण है कि इस तरह का कनवर्टर बहुत तेज है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए भारी मात्रा में हार्डवेयर की आवश्यकता होती है हम कुछ ऐसा देखते है जो निर्माण करने के लिए और अधिक व्यावहारिक है आप देखते हैं कि डी ए कनवर्टर उस संबंध में आसान है आपको केवल प्रतिरोधों की आवश्यकता है आप 10 बिट 12 बिट 16 बिट 32 बिट का डी ए कनवर्टर बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं अब हम जिन तरीकों के बारे में बात करते हैं वे हमारे केंद्रीय ब्लॉक के रूप में एक डी ए कनवर्टर का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करके हम ए डी कनवर्टर का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं इस विधि को काउंटर टाइप ए डी कनवर्टर कहा जाता है हमारे यहां एक डी ए कनवर्टर है डी ए कनवर्टर को बाइनरी काउंटर से इनपुट दिया जाता है यह 0 1 2 3 4 की गणना करता है और यह काउंटर हमेशा गिनती नहीं करता है यह केवल तभी गिना जाएगा जब यह क्लॉक सक्रिय होगा और यह क्लॉक सक्रिय होगा बशर्ते कि दूसरा इनपुट 1 पर हो यह एक AND गेट है अगर दूसरा इनपुट 0 है तो क्लॉक सक्रिय नहीं होगी जब तक अन्य इनपुट 1 है यह काउंटर गणना करता जाएगा जैसे जैसे काउंटर की गिनती हो रही है आप इस VDAC के बारे में सोचेंगे डी ए कनवर्टर का आउटपुट क्या होगा यह भी धीरे धीरे स्टेप में बढ़ेगा जैसे जैसे काउंटर बढ़ता है इस कम्पेरेटर का इनपुट बढ़ता जाएगा और एक बिंदु आएगा जब यह इनपुट एनालॉग इनपुट वोल्टेज को पार कर जाएगा जैसे ही यह पार होगा यह मान 0 हो जाएगा और काउंटर गणना बंद कर देगा इस आरेख में हमने बिल्कुल यही बात दिखाई है मान लीजिए कि यह हमारा Vin है जो आपने यह डॉटेड लाइन लगाई है और काउंटर 0 से शुरू होगा यह लगातार बढ़ेगा और जैसे ही यह क्रॉस होगा काउंटर बंद हो जाएगा जो कुछ भी काउंटर का मान है वह डिजिटल आउटपुट होगा ऐसे आप डी ए कनवर्टर का उपयोग करके ए डी कनवर्टर को क्रियान्वित कर रहे हैं इसे काउंटर टाइप एडी कनवर्टर कहा जाता है क्योंकि आप यहां एक बाइनरी काउंटर का उपयोग कर रहे हैं यहाँ हम जो कर रहे हैं ठीक उसी तरह संक्षेप में चरण लिखे गए हैं आपको एक डी ए कनवर्टर की आवश्यकता है आपको एक काउंटर की आवश्यकता है और आपको एक वोल्टेज कम्पेरेटर की आवश्यकता है रूपांतरण होने से पहले प्रारम्भ में काउंटर 0 पर रीसेट हो जाता है और जैसा कि हमने देखा है कि काउंटर का आउटपुट डी ए कनवर्टर के इनपुट पर जाता है डी ए कनवर्टर के आउटपुट को कम्पेरेटर के इनपुट को दिया जाता है और एनालॉग वोल्टेज इनपुट कम्पेरेटर के इनपुट से जुड़ा होता है इसलिए हम एक तुलना कर रहे हैं यदि आप पाते हैं कि इनपुट वोल्टेज डीएसी आउटपुट से अधिक है तो काउंटर 1 से बढ़ जाता है इसका मतलब है कि एन्ड गेट चालू है लेकिन जैसे ही विपरीत प्रक्रिया होती है डीए कनवर्टर का आउटपुट Vin को पार कर जाता है इसका मतलब यह होगा कि रूपांतरण पूरा हो गया है हम प्रक्रिया को रोकते हैं और जो कुछ भी काउंटर आउटपुट है वह ए डी कनवर्टर का आवश्यक आउटपुट होगा इस विधि की एक समस्या यह है कि Vin कहां है यह जानने के लिए सबसे खराब स्थिति में एक n बिट काउंटर के लिए मुझे सभी 2n स्टेप को गिनना होगा तो क्लॉक पल्स की अधिकतम संख्या की आवश्यकता शायद 2n है लेकिन यह बहुत सरल है हम बहुत बड़े कन्वर्टर्स बना सकते हैं अब एक छोटे से संशोधन के साथ आप एक सुधार कर सकते हैं यहां हमारे पास कुछ है जिसे हम ट्रैकिंग टाइप ए डी कनवर्टर कहते हैं आप देखते हैं कि सर्किट काफी समान दिखता है लेकिन हमने उस एन्ड गेट को हटा दिया है और हमने बाइनरी अप काउंटर को एक अप डाउन काउंटर updown counter से बदल दिया गया है अप डाउन काउंटर एक बाइनरी काउंटर है जो या तो 0 1 2 3 4 की गिनती कर सकता है या यह 4 3 2 1 की गिनती कर सकता है और हम कैसे तय करते हैं कि इसे ऊपर या नीचे गिनना है एक कण्ट्रोल इनपुट है जिसे UD कहा जाता है यदि यह इनपुट 0 है तो इसका मतलब है कि काउंटर नीचे की ओर गिनेगा यदि यह 1 है तो इसका मतलब है कि काउंटर ऊपर की ओर गिनती करेगा यहां भी सिद्धांत बहुत समान है आप काउंटर को 0 से इनिशियलाइज़ करके प्रारम्भ करते हैं और फिर कम्पेरेटर डी ए कनवर्टर आउटपुट की तुलना Vin के साथ करेगा यदि इनपुट इससे अधिक है तो UD' आउटपुट 1 होगा तो काउंटर की गिनती ऊपर की ओर होगी अगर डी ए कनवर्टर अधिक हो जाता है तो काउंटर की गिनती नीचे की ओर हो जाएगी तो डीए कनवर्टर आउटपुट इनपुट वोल्टेज को ट्रैक करने का प्रयास करेगा यहां आप मान सकते हैं कि कोई सैंपल और होल्ड सर्किट नहीं है इनपुट तरंग भी धीरे धीरे बदल रहा है और डी ए कनवर्टर आउटपुट इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है यह किस दिशा में इनपुट बदल रहा है उसके आधार पर या तो बढ़ रहा है या घट रहा है और यह लगातार हो रहा है इस तरह से ट्रैकिंग एडी कनवर्टर काम करता है अब यहां हम एक बाइनरी अप काउंटर का उपयोग करते हैं और यदि कम्पेरेटर का आउटपुट 1 है इसका मतलब है Vin VDAC से बड़ा है हम काउंटर को बढ़ाते हैं अगर यह रिवर्स है तो हम काउंटर को घटाते हैं इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं है रूपांतरण पूर्ण है हम लगातार रूपांतरण कर रहे हैं हम इनपुट वोल्टेज को ट्रैक क्र रहे हैं उन अनुप्रयोगों के लिए जहां इनपुट बहुत धीरे धीरे बदल रहा है इनपुट को लगातार ट्रैक करने की आवश्यकता होगी और इसके लिए आप इस प्रकार के एडी कनवर्टर का उपयोग करते हैं यह बहुत धीरे धीरे बदलती तरंग के निरंतर रूपांतरण के लिए उपयुक्त है लेकिन सबसे खराब स्थिति रूपांतरण अभी भी 2 n है क्योंकि यदि इनपुट बहुत अधिक है तो आपको होगा Vin तक पहुंचने के लिए सभी 2n स्टेप से गुजरना वर्स्ट केस डिले कम्प्लेक्सिटी में कोई सुधार नहीं हो रहा है यह दिखाने के लिए कि इनपुट कैसे ट्रैक कर सकता है मान लें कि मैं जो नीला लाइन दिखा रहा हूं मान लो यह नीला लाइन मेरा इनपुट वेवफॉर्म है और यह लाल लाइन एक डी ए कनवर्टर का आउटपुट है जो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है आप देखते हैं कि कैसे यह बदलता है यह ऊपर जा रहा है यहां से पार हो रहा है इसलिए अगले स्टेप की गिनती नीचे की ओर की जाएगी अगला चरण में यह देखा जाता है कि फिर से Vin ऊपर उठ रहा है फिर से ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर से ऊपर जाएगा फिर से ऊपर नीचे ऊपर ऊपर जाएगा और आप देखते हैं कि डीएसी आउटपुट इनपुट वेवफॉर्म को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यह बदल रहा है यह ट्रैकिंग टाइप ए डी कनवर्टर की मुख्य विशेषता है इसके साथ ही हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं यहां हमने तीन अलग अलग ए डी रूपांतरण पर चर्चा की है फ्लैश टाइप काउंटर टाइप और ट्रैकिंग टाइप अगले व्याख्यान में हम दूसरे प्रकार के ए डी कनवर्टर के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में तुलनात्मक काउंटर टाइप या ट्रैकिंग टाइप से तेज़ है इस अर्थ में कि n बिट रूपांतरण के लिए आपको केवल n क्लॉक पल्स की आवश्यकता होती है और यह बहुत अधिक व्यावहारिक है 16 बिट एडी कनवर्टर के लिए आपको 65000 क्लॉक पल्स के बजाय 16 क्लॉक पल्स से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है हम यह अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे धन्यवाद